पिछले दो व्याख्यानों में आपको इस विचार से परिचित कराया गया है कि तरंगों का वर्णन कैसे करें गणितीय तरीके से कैसे लिखें और यह भी कि stationary waves अप्रगामी तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं और एक कम्पित डोरी के लिए सामान्य विस्थापन को उस डोरी के आयगेन फलनों और आयगेन आवृत्तियों के terms पदों में व्यक्त किया जा सकता है हम कणों के लिए एक तरंग सिद्धांत विकसित करना चाहते हैं और इसलिए वे व्याख्यान दिए गए इसलिए यदि आप कणों के तरंग सिद्धांत को विकसित करना चाहते हैं तो ऐसा क्यों किया जाना चाहिए और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक गतिमान कण के साथ तरंगें सबंद्ध होती हैं और हम इस तरंग का वर्णन करना चाहते हैं इसका क्या अर्थ है आइए समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है कि यदि कोई कण गति कर रहा है तो वहाँ एक संबद्ध तरंग है तो कण स्वतंत्र रूप से गति कर रहा है इससे एक तरंग संबद्ध है जिसे द्रव्य तरंग या de Broglie wave डी ब्रोगली तरंग के रूप में जाना जाता है और इसकी एक तरंगदैर्ध्य है जो hp द्वारा दी गई है जहां h प्लैंक का स्थिरांक है और p कण का संवेग है और यह संबंध जो मैं एक बॉक्स में दिखा रहा हूँ वह यथार्थ संबंध है hp दोनों non relativistic अनआपेक्षिकीय और relativistic आपेक्षिकीय कणों के लिए सत्य है मुझे समझाने दें कि इसका क्या अर्थ है यदि m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से गतिमान है आप जानते हैं जिसका संवेग mv के रूप में दिया गया है यदि v बहुत बड़ा है तो p के लिए सही सूत्र pmv1 v2c2 है इसे आपेक्षिकीय संवेग के रूप में जाना जाता है जो बहुत छोटे v के लिए non relativistic अनआपेक्षिकीय सूत्र पर चला जाता है यह non relativistic अनआपेक्षिकीय सूत्र है और डी ब्रोगली संबंध क्या कहता है कि लैम्ब्डा h1 v2c2mv द्वारा दिया जाएगा और small speeds कम गति के लिए hmv पर जाता है यह proposal प्रस्ताव है इसे derived व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है किसी अन्य समीकरण से प्राप्त नहीं किया जा सकता है लेकिन यह एक मूलभूत समीकरण है यह है कि कणों में यह तरंग संबद्ध होती है जिसकी तरंगदैर्ध्य hmv होती है तो जो कोई भी कहता है कि हम इसे derived व्युत्पन्न कर रहे हैं मैं derived व्युत्पन्न नहीं कर सकता वहां establish स्थापित करने का एकमात्र तरीका है तो मुझे इसे लिखने दें इसे establish स्थापित करने का एकमात्र तरीका प्रयोगात्मक रूप से सूत्र को सत्यापित करना है और यदि यह प्रयोगात्मक रूप से सच हो जाता है तो आप जानते हैं कि यह एक संबंध है जो यथार्थ है इसलिए मैं इस व्याख्यान में वर्णन करूंगा कि इस संबंध को जांचने के लिए कौन से प्रयोग किए जा सकते हैं लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ प्रकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देना चाहता हूँ कि कैसे डी ब्रोगली इस संबंध पर पहुंचे और मैं बस इसे बता रहा हूँ यह व्युत्पत्ति नहीं सिर्फ यह है कि लोग कैसे काम करते हैं वे कैसे सोचते हैं और समीकरणों के साथ लागू करते समय कैसे उसके आधार पर कुछ प्रस्तावित करते हैं लेकिन ultimate check सर्वश्रेष्ठ जांच प्रयोग है यदि डी ब्रोगली द्वारा प्रस्तावित यह सूत्र प्रयोगात्मक रूप से सत्य नहीं होता तो इसका कोई अर्थ नहीं होता तो आइए हम सिर्फ interest रूचि के लिए देखें ठीक है तो मैं सिर्फ इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लिखता हूँ डी ब्रोगली ने जो कहा वह यह है कि यदि m द्रव्यमान का एक कण है तो आइंस्टीन के संबंध में इसकी ऊर्जा mc2 है और प्लैंक के संबंध Planck's relationship से इसमें कुछ शाश्वत है आइए हम आंतरिक आवृत्ति लिखें जो mc2h द्वारा दी गई है मैं इसे derive व्युत्पन्न नहीं कर रहा हूँ मैं आपको केवल कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन कर रहा हूँ जिस तरह से ऐतिहासिक रूप से डी ब्रोगली अपने सूत्रों के साथ खेल रहे थे और जब कण गति v के साथ चलता है तो इसकी ऊर्जा mc21 v2c2 के रूप में दी जाती है जो सही आपेक्षिकीय सूत्र है और इसलिए इसका internal mc2h1 v2c2 के बराबर होने वाला है आप देखते हैं internal थोड़ा बढ़ गया है दूसरी ओर जब यह गति कर रहा है और एक व्यक्ति इसे यहां से देख रहा है कि आंतरिक घड़ी जिसमें यह आवृत्ति internal थी काल वृद्धि के कारण कम हो जाती है और यहाँ एक अलग आवृत्ति होती है जो बाहर से देखी observe की जाती है जो mc21 v2c2h के बराबर होने जा रही है यह आवृत्ति कम हो गई है क्योंकि व्यक्ति के बाहर काल वृद्धि इस घड़ी को धीमी गति से चलता हुआ देखता है तो उसी कण के लिए जो चाल v के साथ गति कर रहा है हमारे पास दो अलग अलग आवृत्तियाँ हैं मैं सत्य के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करूँ यही वह दुविधा थी जिसका सामना यह व्यक्ति कर रहा था दो आवृत्तियों internal के बीच सामंजस्य स्थापित करने का तरीका जो mc2h1 v2c2 है और हम इसे घड़ी कहते हैं जो mc21 v2c2h है यह मान लेना है कि कण के साथ एक तरंग सम्बद्ध है और फिर आवृत्ति internal mc2h1 v2c2 और यह तरंग हमेशा clock के साथ phase कला में होती है कि मैं मान रहा हूँ कि गतिमान कण के साथ रहती है पिछले दो व्याख्यानों से याद करें कि यह phase कला t xv द्वारा दी गयी है जो और कुछ भी नहीं बल्कि 2πνt xv है तो इस तरंग की आवृत्ति internal होती है और इसलिए तरंग के लिए स्थिति x पर समय t पर phase कला 2internalt xv होने वाली है तो मेरे पास तरंग की यह phase कला 2internalt xv के बराबर है clock आवृत्ति की घड़ी के phase कला के बारे में कैसे यह घड़ी कण के साथ है और समय t में phase कला clock2πt होने जा रही है और डी ब्रोगली ने क्या मांग की कि ये दोनों समान हों ये दो phases कलाएं बराबर होने जा रही हैं तो आइए हम लिखते हैं कि बाईं ओर 2internalt xinternalv है और यह हमारी मांग 2clockt के बराबर होनी चाहिए दोनों पक्षों से 2π 2π cancel रद्द हो जाता है और मुझे internalclockt मिलता है और अब मैं इस xv t को replace प्रतिस्थापित करने जा रहा हूँ क्योंकि यह कण के लिए v है तो मैं लिखने जा रहा हूँ internalt vt clockt आपको आश्चर्य हो सकता है और आप इस बिंदु पर महसूस कर सकते हैं कि हमारे साथ धोखा किया गया है क्योंकि यह v यहां बाहर जिसे मैं यहां लाल रंग से गोला कर रहा हूँ यहां बाहर यदि मैंने x v t को cancel रद्द कर दिया था लेकिन ऐसा नहीं है यह v यहाँ बाहर यह v यहाँ बाहर यह v वास्तव में vwave है यह v यहाँ बाहर vwave है इसलिए भले ही मैंने शुरू से ही x v t लिखने के लिए यह पूरी बात लिखी हो कोई problem समस्या नहीं होगी क्योंकि मेरे पास 2internalt vtvwave2clockt होगा तो यह कोई issue मुद्दा नहीं है और यह t cancel रद्द हो जाता है और इसलिए और 2π cancel रद्द हो जाता है तो आइए हम internal लें तो आपको internalt vtwave clockt मिलता है t फिर से cancel रद्द हो जाता है और आप internal के लिए substitute प्रतिस्थापित करते हैं जो और कुछ भी नहीं बल्कि mc2h1 v2c2 vwavemc21 v2c2h है हम चीजों को shuffle इधर उधर कर देते हैं और आपको मिलता है vwave mc2h11 v2c2 1 v2c2 और यह आपको mv2h1 v2c2 देता है hmv1 v2c2 की ओर ले जाता है जो कि de Broglie formula डी ब्रोगली सूत्र है मैं फिर से जोर देता हूँ कि यह derivation व्युत्पत्ति नहीं है इस तरह डी ब्रोगली इस पर पहुंचे यह पूरी तरह से गलत हो सकता था जब तक कि प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित नहीं किया जाता तो वास्तव में उनसे उनकी thesis defense थीसिस प्रतिरक्षा में पूछा गया था कि आप इस मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव की जांच कैसे करेंगे यह उनकी थीसिस थी और उन्होंने कहा कि यदि आप विवर्तन प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग में आपको वही λ मिलता है जो उनके द्वारा प्राप्त किया गया है तो यह सच है तो उस समय जो प्रयोग उपलब्ध थे वह था एक्स रे विवर्तन और यह शब्द विवर्तन महत्वपूर्ण है क्योंकि अब मैं कहता हूँ यदि एक कण से तरंगें सम्बद्ध हैं तो ये तरंगें व्यतिकरण कर सकती हैं यह एक बहुत ही विशिष्ट तरंग गुण है कि तरंगें व्यतिकरण करती हैं इसलिए यदि आप interference व्यतिकरण दिखा सकते हैं जिसका एक अन्य रूप इन संबद्ध तरंगों का विवर्तन है तो हम इसे साबित करते हैं तो इसे डेविसन जर्मर प्रयोग के रूप में भी जाना जाता है थॉम्पसन का प्रयोग Thompson's experiment भी है तो मैं आपको बता दूं कि एक्स रे विवर्तन में क्या होता है यह मुझे इसके लिए ब्रैग सूत्र देता है मान लीजिए कि एक क्रिस्टल की दो परतें मान लीजिए कि क्रिस्टल में ये परमाणु होते हैं जिन्हें नियमित रूप से रखा जाता हैं और मान लीजिए कि मेरे पास दूरी d पर ये दो तल हैं जो इससे बने हैं और यदि x किरणें अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं जिन्हे आप क्रिस्टल की सतह के समतल से उस निश्चित कोण पर देखते हैं तो आप बहुत अधिक interference व्यतिकरण देखते हैं आप अन्य कोणों पर बहुत सी peaks शिखर को देखते हैं वास्तव में कुछ भी नहीं होता है तो जिस तरह से इसे समझाया गया था हम एक्स किरण विवर्तन पर हैं जिस तरह से इसकी व्याख्या की गई वह यह था कि इन परमाणुओं द्वारा निर्मित ये तल तल वास्तव में एक्स किरणों के लिए दर्पणों की तरह कार्य करते हैं तो अंदर आने वाली एक एक्स किरण ऊपरी सतह से परावर्तित हो जाती है नीचे की सतह से परावर्तित हो जाती है और यदि दो परावर्तित किरणों के बीच phase difference कलांतर जो कि curly bracket घुंघराले ब्रैकेट द्वारा दिखाए गए path difference पथांतर द्वारा दिया जाता है इन एक्स किरणों के लैम्ब्डा तरंगदैर्ध्य का पूर्ण गुणज है तो हम बहुत सारी एक्स किरणों को उस दिशा में परावर्तित होते देखेंगे तो आइए देखें कि यदि यह दूरी d है और यह कोण है तो संगत सूत्र क्या होता है तो कोण होगा यदि मैं यहां लंब खींचता हूँ तो गुलाबी द्वारा दिखाया गया यह कोण भी होने वाला है यह होने वाला है तो यह curly bracket घुंघराले ब्रैकेट वाली दूरी dSinθ होने जा रही है और इस तरफ भी dSinθ होने जा रही है तो ऊपरी सतह और निचली सतह से परावर्तित एक्स किरणों के बीच कुल path difference पथांतर 2dSinθ है और ब्रैग ने क्या सुझाव दिया है कि यदि 2dSinθ या 2 और इसी तरह सामान्य रूप से nλ एक्स रे की तरंगदैर्ध्य के पूर्ण गुणज है मैं एक सम्पोषी व्यतिकरण देखने जा रहा हूँ और मैं देखने जा रहा हूँ कि एक्स किरण उस कोण पर परावर्तित होती है किसी अन्य कोण पर आप इतना परावर्तन नहीं देखेंगे तो इसे ब्रैग सूत्र के रूप में जाना जाता है तो कोई यही काम इलेक्ट्रॉनों के साथ भी कर सकता है इस केस में कोई क्या करेगा इन क्रिस्टल को ले और एक्स किरणों के बजाय आप इलेक्ट्रॉनों को अंदर आने देते हैं और सम्बद्ध तरंगें भी ऊपर की सतह और नीचे की सतह से परावर्तित होंगी और आपको केवल कुछ कोणों पर peaks शिखरों को देखना चाहिए और वे peaks शिखर सम्बद्ध तरंगों के सम्पोषी व्यतिकरण के संगत होंगी इसलिए यदि वे तरंगें वास्तव में मौजूद हैं यदि मैं इस क्रिस्टल के d के बारे में जानता हूँ तो मुझे 2dSinθdeBroglie का एक strong reflection तीव्र परावर्तन देखना चाहिए जिसमें hp या 2deBroglie और इसी तरह की अन्य चीजें हैं और प्रयोगात्मक रूप से यह पुष्टि की गई जिसने स्थापित किया कि लैम्ब्डा वास्तव में वहां है एक तरंग सम्बद्ध है और आप क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन विवर्तन करते समय भी बिल्कुल एक्स किरणों जैसे विवर्तन प्रारूप देखते हैं यह बहुत पहले 1930 के दशक में किया गया था आधुनिक प्रयोग भी हैं उदाहरण के लिए यदि आपको याद है तो यह बहुत उत्कृष्ट था प्रकाश की तरंग प्रकृति यंग के द्वि स्लिट प्रयोग Young's double slit experiment द्वारा स्थापित की गई थी तो क्या मैं इलेक्ट्रॉनों के लिए भी यंग का द्वि स्लिट प्रयोग कर सकता हूँ क्या मैं द्वि स्लिट तैयार कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉनों को अंदर आने दें और देखें कि क्या मुझे दूर के छोर पर एक fringe pattern फ्रिंज पैटर्न मिलता है जैसे कि यंग के प्रयोग Young's experiment में किया गया था और अभी के समय यह किया जा सकता है क्योंकि हम स्लिट बना सकते हैं जो काफी छोटी हैं हम उनके बीच में दूरी बना सकते हैं वे जो अन्य आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए काफी छोटी हैं और यह प्रयोग भी किया गया है और यह पुष्टि करता है कि तरंगदैर्ध्य वास्तव में deBroglie है तीसरा प्रयोग जो बहुत दिलचस्प था जो बहुत पहले प्रस्तावित किया गया था वह है Dirac Kapitsa experiment डिराक कपित्सा प्रयोग और 1990 के दशक में और उसके बाद भी ये प्रयोग किए गए हैं इसके लिए बहुत अधिक तीव्रता वाले प्रकाश की आवश्यकता होती है तो Dirac and Kapitsa डिराक और कपित्सा ने जो प्रयोग कहा है वह यह है कि यदि एक्स किरणों को एक क्रिस्टल पदार्थ द्वारा विवर्तित किया जा सकता है और यदि इलेक्ट्रॉनों में वास्तव में तरंग प्रकृति होती है तो इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश की standing wave अप्रगामी तरंग द्वारा भी विवर्तित किया जा सकता है क्योंकि प्रकाश की standing wave अप्रगामी तरंग में यह आवर्तता होती है और यह एक प्रकाश क्रिस्टल की तरह है जिससे मैं इलेक्ट्रॉनों को विवर्तित कर सकता हूँ और ये प्रयोग भी किए गए हैं उन्हें बहुत उच्च तीव्रता वाले lasers लेज़रों के आने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी जिनका आविष्कार किया गया था जो आपको इलेक्ट्रॉनों को विवर्तित करने के लिए प्रकाश की तीव्रता प्रदान करते हैं तो मैं आपको वह भी एक मिनट में बता दूं तो यदि मेरे पास दो दर्पणों के बीच standing wave अप्रगामी तरंग है तो आवर्तता light2 है तो यह क्रिस्टल के d जैसा हो जाता है और यदि मैं इलेक्ट्रॉनों को अंदर लाता हूँ और वे विवर्तित होते हैं तो मेरे पास 2 d sinθelectrons होना चाहिए यह 2 cancel कैंसिल हो जाता है और मुझे इस समीकरण को संतुष्ट करने में सक्षम होना चाहिए जब मैं इस प्रकाश क्रिस्टल से एक विशेष कोण में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को विवर्तित देखता हूँ कैसे बोलना है अब आप देखें कि क्या आप यहां देखते हैं कि क्रिस्टल तल इस तरह हैं तो कोण यह कोण होने जा रहा है यह सूत्र classically शास्त्रीय रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है हालांकि इसे तरंग के नजरिए से देखना दिलचस्प है तो ये वे प्रयोग हैं जो वास्तव में तरंग प्रकृति की पुष्टि करते हैं मैंने आपको शास्त्रीय डेविसन जर्मर प्रयोग दिया है मैंने द्वि स्लिट प्रयोग के बारे में बात की है जो वास्तव में एक तरंग व्यतिकरण घटना है और मैंने कपित्सा डिराक प्रस्ताव के बारे में भी बात की है जो उच्च तीव्रता वाले laser लेजर के साथ किया गया है तो ये तरंगें हैं इलेक्ट्रॉन के लिए deBroglieकी प्रयोगात्मक पुष्टि की जाँच की जा सकती है अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इलेक्ट्रॉनों के बारे में कैसे बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनों के विवर्तन के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ ऐसा इसलिए है क्योंकि electrons जो hmelectronv है भारी कणों की तुलना में बहुत अधिक है और तरंगदैर्ध्य अधिक होने पर विवर्तन या व्यतिकरण को देखना आसान होता है और इसलिए कोई इलेक्ट्रॉनों के साथ काम करता है दूसरी बात जो मैं इंगित करना चाहता हूँ वह यह है कि जब हमने देखा एक क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन विवर्तन यह प्रत्येक इलेक्ट्रॉन से जुड़ी तरंग है जो स्वयं से व्यतिकरण करती है अत एकल इलेक्ट्रॉन से सम्बद्ध तरंग स्वयं से व्यतिकरण करती है तो ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर व्यतिकरण करता है यह प्रत्येक एकल इलेक्ट्रॉन के साथ सम्बद्ध तरंग है जो स्वयं के साथ व्यतिकरण करती है इसी तरह जब मैं इलेक्ट्रॉनों के साथ double diffraction दोहरे विवर्तन double slit experiment द्वि स्लिट प्रयोग के बारे में बात करता हूँ तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन तरंग स्वयं के साथ व्यतिकरण करती है ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन स्वयं के साथ व्यतिकरण करता है जो आपको थोड़ा असहज करता है केवल एक चीज जो मैं कह सकता हूँ वह है क्वांटम यांत्रिकी की दुनिया में स्वागत है इस तरह चीजें काम करती हैं मैंने जानबूझकर यंग के द्वि स्लिट प्रयोग का सूत्र नहीं निकाला है क्योंकि आप अपनी बारहवीं कक्षा के भौतिकी से अच्छी तरह जानते हैं अब स्वीकार करें कि जब हम इलेक्ट्रॉन व्यतिकरण के साथ काम करते हैं तो तरंगदैर्ध्य इलेक्ट्रॉन तरंगों की होती है तो यह निष्कर्ष आपके लिए द्रव्य तरंगों का परिचय है यह आपको बताता है कि कण से सम्बद्ध तरंगों के साथ तरंगदैर्ध्य इसके संवेग के पदों में कैसे दी जाती है और यह प्रयोगात्मक रूप से कैसे सत्यापित किया जाता है अगले व्याख्यान के बाद हम इन कणों के लिए श्रोडिंगर समीकरण Schrödinger equation के रूप में जाना जाने वाला एक तरंग समीकरण विकसित करेंगे और इसके साथ काम करना शुरू करेंगे जो क्वांटम यांत्रिकी का श्रोडिंगर धमाका होगा